अब हम किसी दिए गए अनुप्रयोग के लिए बैटरी के चयन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हमें दिए गए अनुप्रयोग के लिए बैटरी की केमिस्ट्री को पहचानने तथा चुनने की आवश्यकता होगी इसका अर्थ यह है कि क्या हमें लेड एसिड बैटरी का चयन करना चाहिए अथवा लिथियम पॉलीमर बैटरी का या फिर सोडियम सल्फर अथवा अन्य किसी बैटरी का हमें अनुप्रयोग के आधार पर यह निर्णय करना होगा कि क्या दिए गए अनुप्रयोग के लिए लिथियम पॉलीमर बैटरी की आवश्यकता है या फिर लेड एसिड बैटरी पर्याप्त होगी क्या वह बैटरी आसानी से उपलब्ध है अथवा नहीं तथा उस बैटरी के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी इन पैमानों के आधार पर आप एक विशिष्ट बैटरी प्रकार का बैटरी केमिस्ट्री का चयन करते हैं अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए विशेषकर यदि वह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर नहीं है और यदि वह एक सोलर फोटोवोल्टेइक अनुप्रयोग है जहां भूमि भवन की समस्या नहीं है क्योंकि पीवी कलेक्टर लगाने के लिए भूमि भवन की आवश्यकता होती ही है उस स्थिति में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए पूंजीगत लागत कम होती है अब यह पता करें कि एक बैटरी विशेष के लिए स्वीकृत डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो आपको ज्ञात होना चाहिए क्योंकि यह बताता है की बैटरी की एंपियर आवर रेटिंग अथवा कैपेसिटी क्या है जो अंततः आपको सुनिश्चित करनी होगी यह डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी के प्रकार तथा उसकी केमिस्ट्री पर निर्भर करती है लेड एसिड बैटरियां उदाहरण के लिए एसएलआई अर्थात स्टार्ट लाइटिंग इग्निशन बैटरियां जोकि कार तथा अन्य वाहनों में प्रयुक्त होती हैं उनकी पावर डेंसिटी आवश्यकता बहुत अधिक होती है किंतु एनर्जी डेंसिटी कम होती है तथा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज केवल 20 के आसपास होती है इसलिए इस तरह की बैटरियों का चयन निरंतर डिस्चार्ज निरंतर कम डिस्चार्ज करंट वाले अनुप्रयोगों के लिए नहीं करते किंतु लेड एसिड ट्यूबूलर बैटरियाँ निरंतर कम डिस्चार्ज करंट वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होती हैं इनके लिए डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मान 80 तक हो सकता है लिथियम पॉलीमर बैटरियों के लिए डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मान 80 तक हो सकता है किंतु प्रायः इसका मान 70 तय किया जाता है इसलिए यदि आप इन डीप डिस्चार्ज बैटरियों का चयन करना चाहते हैं तो आप के अनुप्रयोग ऐसे होने चाहिए जिनके लिए वास्तव में इन डीप डिस्चार्ज बैटरियों की आवश्यकता हो यदि डिस्चार्ज करंट का मान कम किंतु लंबे समय तक निरंतर जारी रहने वाला है तब डीप डिस्चार्ज बैटरियों का प्रयोग करना चाहिए किंतु यदि डिस्चार्ज करंट का मान अत्यधिक किंतु बहुत कम समय के लिए हो तब एसएलआई के समान बैटरियों का चयन करना चाहिए अब लोड की वाट आवर आवश्यकता का पता करें इसका पता लगाना आवश्यक है ताकि बैटरी की कैपेसिटी निर्धारित की जा सके अब हम कैपेसिटी की गणना करें ताकि एक निश्चित एंपियर आवर रेटिंग वाली बैटरी का चयन किया जा सके अब यदि आप इस तरह की एक बैटरी पर गौर करें और मान लें कि इस बैटरी के लिए जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमने पता किया है वह लगभग इतना है यह बैटरी का डीओडी है तब यह छायांकित भाग उपयोग करने योग्य वाट ऑवर watt hour अथवा Wh है अथवा यह वह वाट ऑवर watt hour अथवा Wh है जिसे कि लोड को दिया जा सकता है और यह वह पूर्ण कैपेसिटी है जिसके लिए आपको बैटरी का मूल्यांकन करना है यह बैटरी का वाट ऑवर होगा बैटरी के वाट ऑवर को WhloadDOD से निरूपित किया जाता है तथा बैटरी की एंपियर आवर रेटिंग को उसकी वाट ऑवर रेटिंग तथा नॉमिनल बैटरी वोल्टेज के भागफल के रूप में प्राप्त किया जाता है उदाहरण के लिए एक 6 सेलों वाली लेड एसिड बैटरी के लिए Vbat nominal 12 V होगा अब बैटरी के C रेट का चयन करें C रेट का चयन करने के लिए इस ग्राफ को देखें x अक्ष पर डिस्चार्ज टाइम t घंटों में तथा y अक्ष पर डिस्चार्ज करंट id एम्पीयर्स में है अब हम इस id vs t कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्वेच्छा से एक ऑपरेटिंग प्वाइंट चुन लेते हैं यह वह ऑपरेटिंग पॉइंट है अभी मैं समझाऊँगा कि यह क्या है तो यह ऑपरेटिंग प्वाइंट कोई डिस्चार्ज करंट id तथा कोई समय t का इंटरसेक्शन है तब यह भाग एंपियर पावर होगा अभी इस पॉइंट पर ध्यान दें माना कि यह पॉइंट एक विशिष्ट C रेट को इंगित करता है डिस्चार्ज करंट के उन मानों पर जोकि इस ऑपरेटिंग पॉइंट से कम हैं यहां मैंने एक सीधी रेखा बनाई है और यह i x t बराबर एक कांस्टेंट C इस संबंध का अनुसरण कर रही है दूसरी ओर यहां इस डिस्चार्ज करंट विशेष से अधिक के मानों के लिए यह एक प्रकार के स्क्वायर पैटर्न का अनुसरण करेगी यह संबंध i स्क्वायर t बराबर C है जहां C कैपेसिटी है अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर ध्यान दें मैं इसे चिह्नित कर देता हूं इस ऑपरेटिंग पॉइंट के संदर्भ में जहां यह पूरा क्षेत्र मान लेते हैं कि 100 एंपियर आवर है इसका अर्थ यह है कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 5 एंपियर डिस्चार्ज करंट के लिए डिस्चार्ज टाइम 20 घंटा है अर्थात 20 घंटों तक 5 एंपियर करंट प्रवाहित होकर लोड को 100 एंपियर आवर प्रदान करता है हम कह सकते हैं कि यह एक C20 रेट की बैटरी है जो इस तरह कार्य कर रही है अब यदि आप कुछ यहां 10 घंटा चुनना चाहते हैं तो क्या अब भी आपको 100 एंपियर आवर कैपेसिटी मिलेगी नहीं यह कुछ कम होगी क्योंकि अब आप कम समय में अधिक करंट डिस्चार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं मान लेते हैं कि डिस्चार्ज टाइम 10 घंटा है इस स्थिति में डिस्चार्ज करंट मान लेते हैं लगभग 7 एंपियर होगा न कि 10 एंपियर इसलिए यह भाग 70 एंपियर आवर होगा जोकि लोड को प्रदान किया जाता है तो यह ऑपरेटिंग पॉइंट मान लेते हैं कि C10 पर है इस प्रकार एक बैटरी एक C20 बैटरी यदि ऑपरेटिंग प्वाइंट C10 पर कार्य कर रही है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी यह 100 एंपियर आवर से घटकर 70 एंपियर ऑवर रह जाएगी इस तरह जैसे जैसे आप डिस्चार्ज करंट बढ़ाते जाते हैं समय घटता जाता है और इसलिए कैपेसिटी भी घटती जाती है यह वह नहीं रह जाती जो C20 के लिए थी इसलिए कम डिस्चार्ज करंट पर मॉडल के रूप में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इस स्थिति में कैपेसिटी C i गुणित t के बराबर होती है जैसे जैसे डिस्चार्ज करंट बढ़ता है मॉडल स्क्वायर लॉ पैटर्न i2tC हो जाता है इस प्रकार आपके पास C रेट चुनने का एक मॉडल होगा कुछ इस तरह से और तब डिस्चार्ज करंट का मान ज्ञात होने पर आप बैटरी की C रेट का उचित मान चुन सकेंगे इसलिए दिए गए अनुप्रयोग की आवश्यकता तथा महत्व के अनुसार एवरेज id अथवा पीक id का निर्धारण करें और उसके अनुसार in गुणित t बराबर कांस्टेंट कर्व से C रेट का मान प्राप्त करें इस तरह हम कह सकते हैं कि in x t एक कांस्टेंट के बराबर होता है तथा यह कांस्टेंट कैपेसिटी को दर्शाता है यहां n एक परिवर्तनशील राशि है जिसका मान कम डिस्चार्ज करंट id के लिए 1 होता है कम डिस्चार्ज करंट पर हम n 1 का प्रयोग करते हैं इस स्थिति में C I x t एंपियर आवर होता है अधिक डिस्चार्ज करंट id के लिए हम स्क्वायर लॉ अर्थात n 2 का प्रयोग करते हैं इसलिए इस भाग में i2t C है क्योंकि यहां डिस्चार्ज करंट ज्यादा है इस प्रकार इस तरह के अप्रॉक्सिमेट मॉडल का प्रयोग करके आप डिस्चार्ज प्रोफाइल ज्ञात होने पर बैटरी के लिए C रेट का चयन कर सकते हैं